Ethics in Engineering Practice Prof Susmita Mukhopadhyay Vinod Gupta School of Management Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture - 38 Key Questions - related to Engineers Rights and Duties Ethics पुनः आपका स्वागत है हम लोग बहुत ही नाजुक प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे जो कि अभियंताओं की रोजगार संबंधित परिस्थितियों से है क्योंकि यह बहुत ही नाजुक क्षेत्र है जहां पर आपका पेशेवर उत्तरदायित्व आपको कुछ बताता है शायद एक व्यक्ति के तौर पर आप कुछ सोचते हैं परंतु आपकी संस्था इसके लिए आप कार्य कर रहे हैं या आपके तत्काल पर्यवेक्षक आपके प्रबंधक आपसे कुछ अलग करने को कहते हैं आप यह महसूस करते हैं कि आपका जनता के प्रति उत्तरदायित्व अधिक है तो यह कभी कभी आपको छोटे रास्ते पर ले जाता है कि आप अपने उत्तरदायित्व को समझ सके की क्या चीजें हैं परंतु आपकी अंतरात्मा इस मुद्दे पर क्या कहती है और कभी कभी लोगों में यह प्रश्न उठता है कि मैं यह चीजें क्यों करूं मेरा इसमें क्या व्यक्तिगत फायदा है मुझे अपने जीवन को खतरे में डालकर क्या हासिल होगा और मेरे रोजगार को भी शायद और किसी खराब खबर के बारे में सूचित करना जो कि घटने वाली है और हो सकता है कि किसी पेशेवर की जानकारी या विशेषज्ञता आपको कोई एक संकेत दे सके परंतु आप परिस्थिति को दुविधा पूर्ण महसूस कर सकते हैं जैसे अगर आप इसके बारे में सूचित करते हैं तो आपको क्या प्रोत्साहन मिलेगा मैं क्या हूं मैं इसकी चिंता क्यों करूं क्योंकि मैं ज्यादा समय के लिए संस्था में नहीं रहूंगा जब यह सब चीजें होंगी या मैं किसी और पद पर चला जाऊं तो प्रोत्साहन क्या है जो मुझे किसी खराब खबर को देने से मिलेगा तो मैंने मना कर दिया मैं अपना जो काम था वह करने लगा और मेरी अपनी जिंदगी तो मैं ऐसा क्यों करूं तो यह सब कुछ व्यावहारिक प्रश्न है जो लोगों के दिमाग में आते हैं तो हम महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 3 से सामना करने की कोशिश करेंगे तो हम जो यहां देखेंगे हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो वन की नौकरी में हाइड्रोलॉजिस्ट में यह पाया या पूर्वजों के द्वारा बढ़ाया गया लकड़ी का व्यापार को जंगल की योजना को उल्लंघन करके लक्षित करना और पानी के जल विभाजन को संरक्षित करने के लिए बनाए गए मानकों के अनुसार और जिले में कई पानी के विभाजन अब खराब अवस्था में है जल विभाजन उपचारात्मक है परम ये बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं अगर आने वाले वर्षों में सामान्य से अधिक तेजी आ सकती है अगर यह खराब खबर सामने लाई जाती है और सामान्य तरह से उसे अवांछनीय भूमिका में रखा जाता है ना तो हाइड्रोलॉजिस्ट ना ही कोई और चाहता है कि इसे पारित कर दिया जाए और हाइड्रोलॉजिस्ट स्वयं भी इसके खतरे को पहचानना नहीं चाहती हैं उसे कुछ ना कहने के लिए अच्छा प्रोत्साहन मिलता है और साधारण तौर पर यह आशा निकाह बहुत अधिक भारी नहीं होगा तो यह मुद्दा है तब अगर ऐसा है तो वह इसकी सूचना क्यों करेगी तो क्यों यह उसको संस्थान में एक नकारात्मक अवांछनीय भूमिका में रख देगा तो इस खास परिस्थिति में क्या हो सकता है हमारी अंतरात्मा हमें क्या करने को कह रही है अगर हम उसे समझ पाए तो कुछ लोगों ने इसे पहले क्या हो सकता है और हो सकता है हम लोगों को इसके बारे में दोष ना लगाएं परंतु जब हम यह पहचान जाते हैं कि कुछ इस वक्त गलत हुआ है और उसे अगर लागू कर दिया जाए तो वह भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है क्या हम चुप रहेंगे या हम उस पर कुछ प्रतिक्रिया करेंगे तो इसको हम यहां पर अब देखेंगे तो जो हम कर सकते हैं उसका पहला हाल यह है कि लोगों को उसके लिए उत्तरदाई बनाया जाए तो उत्तरदायित्व लोगों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करता है कि बुरी सी बुरी खबर को वह जल्द से जल्द बताएं दूसरा हल यह हो सकता है कि एक गुप्त शिकायत क्रिया बनाई जाए और उसमें गोपनीयता बनाए रखी जाए तीसरा हल यह हो सकता है कि अपने से वरिष्ठ से अपील की जाए और इसे उनकी जानकारी में लाया जाए परंतु उस स्थिति में क्या जब आप यह महसूस करते हैं कि आपको सुना नहीं जाएगा तो क्या विकल्प है क्या इस पर शोर मचाना चाहिए परंतु हम समझते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया होगी और हमें इस पर अपने आप से सवाल करना होगा या हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं या नहीं अगर इन 4 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं जैसे उपाय संख्या 1 आपकी शिकायत है संख्या दो प्रक्रिया है तब जब कोई आपको इसके लिए सुन नहीं रहा है और चौथा आपको शोर मचाने के लिए संकेत दे रहा है इससे पहले कि हम सबसे महत्वपूर्ण उत्तर पर जाएं इसके कई कदमों की श्रृंखला है और क्या हम प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार हैं अगर हां तब शोर मचाने की आवश्यकता के लिए हिम्मत की आवश्यकता है तो अगर हां हम निश्चित तौर पर इसके लिए आगे बढ़ते हैं और क्या अगर शिकायत इस तरह के सभी प्रश्नों का सामना करने का मन हो तो एक कंपनी के तौर पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुचित सुरक्षा उस शोर मचाने वाले व्यक्ति को कंपनी की तरफ से दी जाए नहीं तो क्या होगा कई मुद्दे सामने आने से या नजरों में आने से रह जाएंगे और इनका कंपनी पर दूरगामी प्रभाव होगा परंतु अगर कोई शिकायत की क्रिया है और उसको सुनने वाले लोग हैं और अगर उसके बारे में संस्था के अंदर ही पहले जोर शोर से बताने वाले लोग हैं और फिर संस्था के बाहर और तब लोगों को इसके लिए फटकार नहीं लगाई जाती और कंपनी ऐसे शोर मचाने वाले व्यक्ति को संरक्षण देती है तब ऐसे में अधिक लोग बाहर आने में सक्षम होंगे और इस तरह की एकीकृत समस्याओं को सामने लाएंगे जिनसे दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और वह समाज में भी ऐसे प्रभाव हो सकते हैं जिस वातावरण को हम केंद्रित करते हैं और कंपनी उसके लिए सुधारात्मक कदम उठाती है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए परंतु हमें उस शोर मचाने वाले व्यक्ति को संरक्षण देने की आवश्यकता भी है क्या हम परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं या नहीं यह हमें महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 4 से जोड़ता है अगर आप जानते होंगे कि कुछ सुविधाओं के लिए अभियंताओं को भूत में महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रतिकार करना पड़ा है क्या ऐसा आप के विश्वास को बनाए रखने के लिए है कि आप ऐसे समान सभाओं के मुद्दों को अगली संस्था में उठाए तो जब संगठन में पहली बार से कार्यभार संभालते हैं क्यों तो अगर आप समझेंगे अगर आप पिछले उदाहरण को देखें यहां पर जो लोग शोर मचाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें कुछ परिणामों का सामना करना पड़ा और यह परिणाम उनके लिए बहुत खुशी देने वाले नहीं थे तो आप अपने विश्वास को अपनी संस्था में कैसे बनाए रखेंगे और अगर इसी तरह के कुछ मुद्दे आपको आपकी अगली संस्था में मिलेंगे तब तो हम फिर से एक छोटे से केस के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध खुले तौर पर बोलने वाले अभियंता इनेज ऑस्टिन जोकि परमाणु हथियारों की सुविधा के लिए रिचलैंड वाशिंगटन में है में नौकरी दी गई थी गर्मियों के दिनों में वर्ष 1990 में उन्होंने एक योजना को मंजूरी देने से मना कर दिया था जो कि एक जमीन के अंदर के टैंक से दूसरे टैंक में रेडियो एक्टिव कचरे को ले जाने के लिए थी इस स्थानांतरण में विस्फोट होने का खतरा था उसे बाद में परेशान किया गया उसे एक मनोचिकित्सक के पास जांच के लिए भेजा गया और उसके घर को तोड़ दिया गया तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं जिन्हें आपने देखा जो व्यक्ति उस योजना को मंजूरी देने से मना करता है जिसमें रेडियोएक्टिव कचरा उपस्थित था और उसे इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो अगर इसी तरह की परिस्थितियां और होती हैं तब आप क्या वही करेंगे जो इस केस में किया गया क्योंकि हमने यह देखा है आपने अपने अनुभव से यह सीखा है कि लोगों को इस तरह के परिणामों से गुजरना पड़ता है और क्या आप इस तरह के परिणामों से गुजरने के लिए तैयार हैं या नहीं तो उनके केस में इस तरफ ध्यान आकर्षित किया कि शिकायत करने से उन्हें अप शब्द सुनने को मिले और उनकी सुरक्षा के लिए भी दिक्कत हुई वातावरण की सुरक्षा और हैंनफोर्ड रिजर्वेशन में खामिया भी थी 2 फरवरी 1922 को इनेज ऑस्टिन कहां जाता है जो वैज्ञानिक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के लिए विशेष तौर पर किए गए प्रयास जो सामाजिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं दिया जाता है तो कई घटनाओं के बाद जो शिकायतों के लिए होने वाले अपशब्दों और धमकियों से संबंधित थी जो कि आणविक दुर्घटना या वातावरण के प्रदूषण जिसमें हानिकारक रसायन आणविक कचरे के रूप में निकलते थे उनमें कठोर कदम लेने की आवश्यकता को वाशिंगटन हैंनफोर्ड में महसूस किया गया दोबारा से कर्मचारियों एवं समाज के लोगों के विश्वास को बनाया गया तो यह वह समय था जब एक बहुत ऐतिहासिक अध्ययन वेस्टिंगहाउस हैंनफोर्ड कंपनी के द्वारा किया गया और उसे संपादित किया यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट ने वर्ष 1992 में और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जब यह मुद्दा उठाया गया तब काफी गंभीर प्रतिशोध हैंनफोर्ड की सुविधाओं में लिया गया इस खोज ने हैंनफोर्ड ज्वाइंट काउंसिल फॉर रिजॉल्विंग एम्पलाई कंसर्न की स्थापना की जो उस अध्ययन में पाया गया उनमें से हर वह शिकायत जिसे साक्षात्कार किया गया वे सभी ईमानदार और विश्वसनीय थी और वेस्टिंगहाउस ने खुले रुप से घटनाओं को बताने वालों के प्रति जवाब देने की प्रथा शुरू कर दी तो सुरक्षा विभाग द्वारा केस की खोज को कमीशन करने के बाद और खुले रूप से घटना बताने वाले को मानसिक चिकित्सा के लिए परखने को अनुचित बताया तो हैंनफोर्ड के संयुक्त परिषद एक परिवर्तन आत्मा प्रयास था जो लोगों के विश्वास को स्थापित करने के लिए था और एक प्रभावी सहयोग था जो कठिन और खतरनाक सफाई को पूरा करने को लेकर था जिसे जब बनाया गया तो सराहा गया तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या कदम उस खुलकर बोलने वाले व्यक्ति को संरक्षित करने के लिए उठाए गए होंगे और दूसरा यह कि क्या आप यह सोचते हैं कि ऐसे केस इसमें लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि वह ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रबंधन के संज्ञान में लेकर आएं क्योंकि आपने इन केस में पाया कि जिसने भी उन्हें संज्ञान में लाया उसे मानसिक चिकित्सा के लिए भेज दिया गया तो यह सब ऐसा था तो विश्वास को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं जो लोग कानून को तोड़ते हैं उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं और नेतृत्व को यह प्रतिबद्धता दिखानी होगी कि वह सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे स्वतंत्र ऑडिट के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो दावे किए गए हैं वे सही हैं यह बिंदु इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है पहले की चर्चाओं में हमने यह पाया कि कंपनियां अपनी कल्पना के द्वारा निर्णय ले लेती थी हो सकता है कि वह दूरदर्शिता पर आधारित होदीर्घदर्श और विचारों पर आधारित को मैं यह शुरुआत से ही जानता था की ऐसा होने जा रहा है परंतु सिद्धांत एक तर्क पर अच्छे से स्थापित हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था तो यह एक तरह से स्वतंत्र ऑडिटर यह सुनिश्चित करता है कि जो दावे हैं वह सब सही हैं यह कदम वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वतंत्र संरक्षित संकल्प प्रणाली प्रतिक्रिया के आरोपों के लिए दो स्वतंत्र संकल्प प्रणाली और कमेटी का गठन किया जाता है कि वह जांच करें परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण है उस कमेटी के सदस्य कौन कौन लोग होंगे और वे तटस्थ होंगे कि नहीं तो क्या उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो उसमें निहित नहीं है तो चाहे लोगों में उनके हितों का टकराव हो जो कमेटी का निर्माण कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं या टकराव ना हो इस तरह की चीजों को देखना चाहिए तो उसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं तो अगर हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो खुलकर कमियों को बता रहा है और हम यह बात कर रहे हैं कि हम उसे करने जा रहे हैं तब हम उसी तरह की परिस्थितियों का सामना करेंगे और तब आप यह देखना चाहेंगे कि क्या दूसरों ने भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है आप क्या करने जा रहे हैं और अगर आप ही आप आते हैं कि संयुक्त परिषद बनाई जाए जो समस्याओं को सुने और निर्णय ले और हम यह बात कर रहे हैं कि तब उत्तरदायित्व उनके लिए यह हो जाता है कि वह तटस्थ रहकर इसको सुने तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं तब अगर हम खुलकर समस्या को बताने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं तब क्या हमारा कोई उत्तरदायित्व कर्तव्य अपने कर्मचारियों की ओर नहीं होता है और तब हम यह पाते हैं कि किसी भी नए अभियंता को पहला मौका संस्था के प्रभाव के लिए उनके संस्थागत संस्कारों को रोजगार के साक्षात्कार में मिलना चाहिए तो अभियंता के पेशेवर रोजगार लिए दिशा निर्देश और वैज्ञानिक को आई ई ई ई भी शामिल है उन्होंने उसे संशोधित किया तो पहला क्योंकि संस्थागत संस्कृति के लिए पहला प्रभाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है तो यह दिशानिर्देश नैतिक माहौल के लिए जो उत्तरदायित्व की पूर्ति का सहयोग करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो अगर यह एक मजबूत उत्तरदायित्व जो पेशेवर कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में होना चाहिए उसकी बात करता है और यह आपसी निष्ठा सहयोग अच्छे व्यवहार नैतिक कार्यवाही और सम्मान पर आधारित है सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा भलाई के लिए उत्तरदायित्व को पहचानना तो हम वहां पर क्या पाएंगे यह एक उत्तरदायित्व है कि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा और भलाई को सुरक्षित रखा जाए यह आपसी विश्वास और निष्ठा का सहयोग है नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में अच्छे व्यवहार और नैतिक कार्यवाही का उत्तरदायित्व है तो कर्मचारी की पेशेवर तरक्की के लिए मौके कर्मचारी के द्वारा ली गई पहल और नियोक्ता के सहयोग पर आधारित है यह पहचानना की किसी उम्र जाति धर्म राजनीतिक संबंध या लिंग प्रधान भेदभाव पेशेवर कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध में नहीं आना चाहिए हमेशा दोनों ही तरफ से संयुक्त रुप से उस उस संकल्पना में जो समान रोजगार मोको का नियंत्रण बताएं उसे स्वीकार करना चाहिए तो पहचान जो एक स्थानीय अवस्था है वह एक ईमानदार अंतर जो व्याख्या और विस्तृत दिशानिर्देश से पद भ्रमित होने का परिणाम हो सकते हैं इस तरह के मतभेदों को कंपनियों के द्वारा समाप्त करना चाहिए इन्हें चर्चा के माध्यम से विचार करना चाहिए जो आपसी समझ में परिवर्तित हो जो दिशा निर्देश की भावना से मिलती जुलती हो तो स्थानीय पद भ्रमित हो सकते हैं तो एक के से अन्य केस में ऐसा पद विभ्रम मिल सकता है तो उस का हल निकालना चाहिए और वह भी चर्चा के माध्यम से तो यह दिशा निर्देश की भावना से अलग नहीं है कर्मचारी के लिए जो दिशानिर्देश होते हैं उनका अभिप्राय एक साफ सी सीमा रेखा को खींचना होता है जो व्यवहार और नैतिक रूप से स्वीकार और वांछित हो उनके बीच में संभव है और जो यह सामान्य दिशा निर्देश कई क्षेत्रों में देता हूं कि कौन से निर्णय किसके निर्णय की आवश्यकता के द्वारा पूर्ण होंगे तो क्या होगा अगर दिशा निर्देश दिए गए होंगे क्या हम उनका पालन करेंगे तो हम इसे इस कंपनी के नजरिए से समझेंगे इसे समाज के नजरिए से समझेंगे कि यह व्यवहार होते हैं जो स्वीकार्य हैं और अपेक्षित भी और जिन्हें बार बार करने की आवश्यकता होती है और यह व्यवहार होते हैं जो स्वीकार्य नहीं हैं और अगर हमारे पास सामान्य रूपरेखा है तब वह हमें इसे समझने में काफी मदद करती है अगला हम महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं जिसके अनुसार हालांकि लिखित में दिशा निर्देश होते हैं परंतु फिर भी अगर आप असहमति तत्कालीन पर्यवेक्षक से पाते हैं तो क्या संस्थान की तरफ से कार्यवाही करना नैतिक रूप से स्वीकार्य है तो आप अपनी चिंता के लिए कैसे आवाज उठाएंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 5 जिसमें यह चर्चा की गई थी कि अगर क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में कुछ लिखित में दिशा निर्देश हैं तब लोग उसका पालन करते हैं और और समझने की कोशिश करते हैं परंतु अभी भी इन सब चीजों से ऊपर कुछ क्षेत्र हैं जहां जो प्रबंधक लोग होते हैं और अभियंता दोनों एक हीचीज की दो अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं तो अगर ऐसी चीजें होती हैं तब आप अपनी चिंता की आवाज को कैसे उठाना चाहेंगे या उस पर कार्यवाही करेंगे क्योंकि अगर दिशा निर्देश दिए गए हैं अगर आप जानते हैं जैसा कि पिछले खुलकर बताने वाले व्यक्ति को समझने की तरह जिसके साथ कुछ घटनाएं घटी थी इन सभी प्रमुख प्रश्नों को लेते चर्च और उन्हें संस्थागत तौर पर शिकायत प्रक्रिया के तौर पर स्वीकार किया गया है तो यह एक परिस्थिति दी गई है जब आप अपने तत्कालिक अधिकारी से असहमत होते हैं और कोई भी कार्यवाही चाहे वह नैतिक रूप से स्वीकार्य हो या ना हो और तब आप को कुछ निर्णय किसी चीज के लिए लेना होता है तो आप इसके लिए कैसे आवाज उठाएंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि अगर आप किसी बात से अपने तत्कालिक अधिकारी से हैं असहमत हैं तो कुछ कार्यवाही उनमें से आपकी संस्था में नैतिक रूप से स्वीकार्य है या नहीं है तो आप दोनों के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी अलग तरह से करते हैं तो आप कैसे अपनी चिंता के बारे में अलग तरह से आवाज उठाएंगे या अन्यथा आप उस पर कार्यवाही करेंगे इस संबंध में हमने यहां पर जो पाया कि जब आप देख रहे हैं या आप संभावना को रख रहे हैं या यह चर्चा कर रहे हैं कि कुछ नैतिक है या नहीं तब आपके पास एक सुनिश्चित तकनीकी आधार इसके बारे में होना चाहिए तो उनकी तरह ही आपके पास भी एक सुनिश्चित तकनीकी आधार होना चाहिए एक पेशेवर के ज्ञान के अनुसार आपको अपने सहयोगी यों से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ेगी तब अपने विरोधियों के तर्क को ध्यान पूर्वक विचार करें क्योंकि वहां पर विरोध के तर्क हो सकते हैं आप को देखने की जरूरत है कि अगर विरोधी तर्क में से कुछ प्रासंगिक बिंदु भी हैं तो हमें अपने परिपेक्ष को लेकर ही केवल अंधा नहीं होना चाहिए अगर दूसरे भी आपको कुछ बता सकते हैं हमें उनके परिपेक्ष को भी समझना चाहिए और उसे विचार करना चाहिए और अगर उनसे कुछ सीखने वाली चीज भी मिलती है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए तो यह तीसरा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपनी स्थिति को संशोधित करने की इच्छा होनी चाहिए तो अगर बहस या सबूत आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप इसको कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा सही ही हो दूसरों के तर्क में भी कुछ ठोस बिंदु हो सकते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर तर्क रखे जाते हैं तो वह बहुत ही उच्च पेशेवर सतह पर रखना चाहिए तो दूसरी रूपरेखा आपकी चिंता के लिए बनाई गई है तो तो यह सलाह दी जाती है कि तर्क को हमेशा उच्च पेशेवर सतह पर ही रखना चाहिए और जितना अधिक से अधिक और व्यक्ति से संबंधित ना रखने वाला और जितना अधिक से अधिक उद्देश्य पूर्ण हो ऐसा होना चाहिए बाहरी मुद्दों से बचना चाहिए और भावुक विस्फोटों से भी बचना चाहिए उदाहरण के तौर पर हमें व्यक्तिगत शिकायतों को तर्क के साथ नहीं मिलाना चाहिए चाहे वह आगे होने वाले परीक्षणों के लिए आवश्यक हो और कुछ नाजुक सब सिस्टम से संबंधित हो तो यह दूसरे के उद्देश्यों को रद्द करने की सलाह के विरुद्ध है तो हमें व्यक्तिगत शिकायतों को नहीं मिलाना चाहिए अगर कोई नाजुक परीक्षण की वास्तव में आवश्यकता है तब हमें उसके लिए जाना चाहिए और अगर यह रणनीतिक तौर पर सिद्ध हो गया कि इसकी आवश्यकता है तो हमें इसके लिए जाना चाहिए और मुद्दे की नाजुकता पर भी यह निर्भर करता है कि वह कितना महत्वपूर्ण है तो अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो उस त्रुटि का पूरी व्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा यह केस हमने पहले भी चर्चा किया है तो क्या हमें इस त्रुटि को नजरदाज कर देना चाहिए और बिना कुछ परीक्षण किए हमें आगे बढ़ना चाहिए और अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तब उसका पूरी व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब चीजों पर बहस होनी चाहिए इन सब चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए इससे पहले हम इस पर कोई राय दें इस पर चर्चा होनी चाहिए परंतु उन्हें इसे व्यक्तिगत शिकायतों और तर्कों को नहीं लेना चाहिए यह पेशेवर और वैज्ञानिक स्तर पर होना चाहिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप दूसरे के उद्देश्यों से संकेत हैं क्योंकि उन उद्देश्यों की आलोचना करने से आपके तकनीकी केस में कुछ भी नहीं जुड़ेगा और यह दूसरे उद्देश्यों को हासिल करने में कठिन हो जाएगा ऐसा कमेटी ने जोर देकर कहा जैसे उन्होंने कहा कि उन लोगों के प्रति शर्मिंदगी को कम करना चाहिए जिनको अपना स्थान बदलने के लिए कहा गया है अगर किसी को उसकी परिस्थितियां स्थान को बदलने के लिए कहा जाता है और वह भी संकल्प को बढ़ाने के लिए तो ऐसा हो सकता है कि वह यह करने के इच्छुक ना हो और वह शर्मिंदा महसूस कर रहे हो ऐसा करने के लिए कुछ भी परिवर्तन करने से पहले क्या पूछना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि क्या यह परिवर्तन वास्तव में आवश्यक है और अगर आवश्यक है तो किस हद तक आवश्यक है और उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक पेशेवर तरीके से दूसरों को समझाना चाहिए जिनको अपने वास्तविक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर यह है कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके समस्या को पकड़ सके और काम को कम से कम प्रबंधन के स्तर से अगर हो सके तो करने की कोशिश करें तो क्योंकि समस्या के साथ बहुत ही शुरुआती स्तर पर निपटा जाए और बहुत ही शुरुआती स्तर पर यह ठीक नहीं होता है की चिंता को दूर तक प्रबंधन की सीढ़ियों पर चढ़ाया जाए तो यह आश्चर्यजनक तरह से मदद करता है कि बहुत ही शुरुआती स्तर पर समस्या को ले जाने से दूसरों को खाने से रोकना और अपनी स्थिति बनाना जिससे कि बाद में पीछे ना हटे क्योंकि निराशा का चेहरा देखने का डर होगा अगर किसी बहुत ही फूहड़ समस्या को बहुत शुरुआती स्तर पर पकड़ लिया जाए तो यह आसान होता है कि उसको सही किया जा सके उसे सुधारा जा सकता है और वह भी बहुत निम्न स्तर पर और तब ऐसा नहीं है कि आप उसका हल निकालने के लिए बहुत लंबे समय से शामिल हैं क्योंकि आप की प्रतिबद्धता क्योंकि अपनेपन की आपकी भावना मानसिक तौर पर हम वह स्थान लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अगर समस्या पता चलती है लोग परिवर्तन के लिए अटल हो जाते हैं जिससे उन्हें निराशा का सामना ना करना पड़े और यह पूरे समाधान को प्रभावित कर सकता है और उत्पाद की गुणवत्ता को भी तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समस्या को बहुत ही शुरुआती स्तर पर पकड़ लिया जाए यह सुनिश्चित करना के मुद्दा काफी हद तक महत्वपूर्ण है तो चौथा दिशा निर्देश अभियंताओं को बताता है कि यह सुनिश्चित करें कि मुद्दा काफी हद तक महत्वपूर्ण है इससे पहले कि वह शाखाओं पर जाएं तो शाखाओं के बाहर काफी खुला हुआ है और खतरे का स्थान भी है तो अगर आप अपूर्ण दुनिया को देखें तो बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं तो अगर किसी का ध्यान इस अपूर्णता की तरफ दिलाया जाए तब हो सकता है कि दूसरे सुनना बंद कर दें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह पता करें कि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है तो हमें न्याय देने के लिए बहुत कुछ साबित करना पड़ेगा कि यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और जमानत देना कितना खतरे भरा है तो अगर कोई मुद्दा खाली नियोक्ता के वित्तीय खतरे से संबंधित है प्रबंधक के अकारण निर्णय आपके कैरियर को काफी खतरे में डाल सकता है तो हमें निर्णय का चुनाव करना होगा कि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और अगर खाली नियोक्ता के वित्तीय खतरों से भरा हुआ है तो क्योंकि आप अपने प्रबंधक के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं और यह आपके कैरियर में खतरा ला सकता है तब हमें इसके लिए जाना चाहिए परंतु अगर यह चुनौती है क्या है यह आगे समाज के लिए एक तरह से नुकसानदायक है जो कि समाज की सेहत सुरक्षा बचाव है या नहीं तो क्या हम इसके बारे में शिकायत करने जा रहे हैं क्या हमें खतरा लेना चाहिए यह प्रश्न है जिन्हें हमें अपने आप से पूछना होगा कि कितना महत्वपूर्ण यह चीज है और वास्तव में आप रहते हैं ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यह पता चले कि यह महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण नहीं है अगर हम किसी कंपनी के वित्तीय खतरे के बारे में बात करते हैं और आप यह निश्चित तौर पर महसूस करते हैं कि आपको रास्ता पता है कि मैं जो कर रहा हूं वही कर रहा हूं जो मैं महसूस कर रहा हूं और अगर आपको व्यापार की प्रक्रिया अच्छे से पता है तब इसीलिए प्रबंधन के पाठ्यक्रम अभियंताओं को पढ़ने के लिए आवश्यक हो जाते हैं तो अगर आप को व्यापार की प्रक्रियाएं अच्छे से पता है तो आप महसूस करते हैं कि आप चीजों को अलग तरह से करेंगे तब आपका वर्तमान प्रबंधक कर रहा है तब आप उससे अपनी चिंता को उठा सकते हैं क्योंकि आप उस संस्था के एक कर्मचारी हैं और यह आपकी उत्तरदायित्व का एक हिस्सा है कि संस्था को इसके बारे में जागरूक करें इसके लिए संस्था में विवाद का हल निकालने की जो प्रक्रिया है उसका प्रयोग करिए पांचवी रूपरेखा जो अभियंताओं को बताती है कि प्रबंधक अभियंताओं की चिंताओं को लेकर निष्क्रिय होते हैं और उनके बीच में कोई शक्तिशाली व्यक्तित्व नहीं है जो प्रबंधक के साथ चर्चा की मध्यस्थता कर सके जिन अभियंताओं पर यह प्रश्न चिन्ह है कि वह विवाद को हल करने की प्रक्रिया जो संस्था में उपलब्ध है उसका प्रयोग करें विवाद को हल करने की प्रक्रिया का उपयोग जोकि शिकायत की एक प्रक्रिया है वह लगभग प्रबंधक के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाती है तो आपको उसे प्रयोग करते वक्त बहुत ही सावधान होना चाहिए तो जब आप अपने प्रबंधक से कुछ चर्चा करने जा रहे हैं तो पहले यह कोशिश करिए कि आप उसे वहां सुलझा सके उन विराम क्योंकि आप एक विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं मतलब आप इसके साथ एक कानूनी अर्थ को जोड़ रहे हैं तो यह निश्चित तौर पर आपके संबंधों को प्रबंधक के साथ कुछ हद तक नुकसान पहुंचाएगा तो आपको यह करते वक्त सावधान होना पड़ेगा आप को समझना होगा कि इसके लिए कब और कैसे जाएं इसके लिए आप जो कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वह उसी तरह सुलझ सकता है क्या आप उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां कुछ भी नहीं किया जा सकता परंतु आपको इस प्रक्रिया से केवल जाना है तो यह निर्णय आपको पुनः स्वयं ही फिर से लेना पड़ेगा तो अगर कोई विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया नहीं है आप इसमें कुछ अच्छा करके विजेता होने की सोच रहे हैं और हालांकि आप यह मानते हैं कि ऐसा करने में कठिनाइयां हैं जब आप किसी चिंता को लक्षित करते हुए मध्य तक पहुंच जाते हैं तो आप ऐसा करना शुरू कर सकते आ को यह देखना होगा कि कितनी दूर तक आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आपको स्वयं चिंता है और आप इसे व्यक्त करना चाहते हैं तो आपको सारे रिकॉर्ड्स और कागजों को को इकट्ठा करना पड़ेगा तो जैसे ही आप को यह महसूस होता है कि आप परिस्थितियों की तरफ बढ़ रहे हैं तो हर दिशा निर्देश यह बताता है कि आपको रिकॉर्ड रखने चाहिए जो गंभीर हो सकते हैं तो रिकॉर्ड में यह उल्लेख होना चाहिए कि इसमें अभिलेख शामिल है जिसे आपने कई स्तर पर रिकॉर्ड किया है और उन्हें आप अपने वार्ता मेंईमेल मैसेज इत्यादि में समय और तारीख के साथ शामिल करेंगे यह एक सलाह है कि जिस हद तक कानून आज्ञा देता है आप सभी उचित दस्तावेजों को या कंप्यूटर फाइलों को घर पर या दफ्तर में एक विश्वसनीय मित्र की सुरक्षा में अचानक मुक्ति की स्थिति के लिए और अपने दफ्तर को सील बंद कर देना चाहिए क्योंकि अगर आप देखेंगे और आप सोचते हैं कि यह असहमति अगर उच्च स्तर तक जाती है तब क्या आप परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं और आपको अपने आप को इन परिणामों से भी सुरक्षित रखने के लिए आप तैयार हैं तो रिकॉर्ड को रखना और दस्तावेजों को इकट्ठा करना उस सुरक्षा के मद्देनजर ही एक तैयारी है तो सातवां दिशा निर्देश प्रश्न को ध्यान में रखते हुए यह बताता है कि क्या खुलकर बोलने वाले व्यक्ति को इस्तीफा देने के कदम उठाने चाहिए अगर आप विवाद को अपनी संस्था के साथ हल करने में असफल होते हैं तो यह सलाह दी जाती है कि जब तक की आपके हाथ में रोजगार है जो लोक सेवा के द्वारा संरक्षित है या इसके विपरीत आप संस्थान के अंदर रह सकते हैं जब आप एक बार यह जान जाते हैं की आपने चिंता को बाहर निकाल दिया है तो इस्तीफा देने के दोनों फायदे और नुकसान हैं सकारात्मक पहलू यह है कि आई ई ई कमेटी यह पता किया है कि यह आप की स्थिति की विश्वसनीयता को इसमें जोड़ता है कि आप निश्चित तौर पर एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपके व्यक्तिगत मूल्य संस्था के मूल्य के साथ मेल नहीं खा रहे हैं और इसी वजह से आप ने इस्तीफा देने का सोचा है यह बहस नहीं हो शक्ति है कि आप एक अविश्वसनीय कर्मचारी हैं अगर आप कर्मचारी नहीं रहते हैं तब आपको नौकरी से निकाला जा सकता है उस अवस्था में तो इस्तीफा देना ही बेहतर लगता है जो आपके रिकॉर्ड पर आधारित होगा क्योंकि आप अपनी आवाज उठाना चाहते थे तब यह संभावना होगी कि आपको नौकरी से किसी गलत कारण की वजह से निकाल दिया जाए तो इसलिए इस्तीफा देना ज्यादा बैटर लगता है यह एक राय की तरह है इसका नकारात्मक पहलू यह है कि अगर आप देखें कि एक बार अगर आप चले गए तो संस्था के लिए यह बहुत आसान हो जाएगा कि वह जो यह मुद्दा उठाया है उसे नजर अंदाज कर दे जैसा कि संस्था यह चाहती है कि झगड़े को संस्था के अंदर आगे ना बढ़ाए आ जाए तो संस्था के अंदर ही मतभेद को आप किसी बिंदु पर खत्म करना चाहते हैं तो आपको इसलिए हो सकता है पेंशन का अधिकार बेरोजगारी भत्ता और गलत तरह से छोड़ने के के लिए मुकदमा करने के अधिकार खोने पड़े तो अगर आप कंपनी में रह जाते हैं तो यह चीजें आपके अधिकार के तौर पर होनी चाहिए परंतु अगर आप इस्तीफा देते हैं आप पेंशन का अधिकार बेरोजगारी भत्ता और गलत तरह से छोड़ने के के लिए मुकदमा करने के अधिकार खो देंगे तो इस्तीफा देना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही है और इसका प्रभाव आपके कैरियर पर पड़ेगा और अपने कुछ अधिकारों पर काम करते हुए एवं मुद्दे का क्या होगा जो आपने उठाया है तो वह एक फिर से निर्णय लेने की तरफ बढ़ेगा जो आपने लिया है तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है जब लोग आवाज उठाते हैं वहां मुद्दे होते हैं और आवाज उठाने के साथ में खतरे जुड़े होते हैं तो लोग एक शिकायत करता या समस्या खड़ा करने वाले व्यक्ति के तौर पर देखते हैं तो उन्हें एक नकारात्मक फीडबैक प्राप्त होता है या खराब परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलता है जो हो सकता है कि आपका तरक्की के लिए विचार ना किया जाए तो यह सब परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है परंतु फिर से आपके लिए एक मौका है कि आप एक नैतिक नेता के तौर पर अपने नैतिक मुद्दों से संबंधित चिंताओं को उठाएं संस्था के साथ मिलकर मुद्दे को सुलझाएं अपनी संस्था को अपने विश्वास में ले अपने प्रबंधक को अपने विश्वास में ले और आगे बढ़े परंतु अगर कुछ जैसा आप चाहते हैं उसके अनुसार शांति से लोगों के हित में नहीं हो रहा है और फायदा पाने वाले काफी सारे हैं और आपकी कंपनी उसके प्रति निष्क्रिय है तब आप खुल कर बोल सकते हैं और हो सकता है या आप जो शिकायत कर रहे हैं उसके लिए इस्तीफा दे दें तो आप अपने विरोध की आवाज को उठाने के लिए अलग अलग रास्ते ले सकते हैं और तब आप किसी खतरे के लिए दौड़ रहे हैं परंतु जब आप केस के प्रति प्रतिबद्ध है तो चाहे आपका व्यक्तिगत फायदा हो रहा हो या आपके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है या वह कारण जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं और सभी हित धारक इससे कैसे फायदेमंद होंगे हालांकि यह निश्चित तौर पर खतरे से युक्त है हम यह बताएंगे कि क्या गुणवत्तापूर्ण नैतिक नेतृत्व है जो आपके अंदर उपस्थित है हम अब अगले सत्र में वह महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे जो कि नैतिक नेतृत्व से संबंधित है तब तक के लिए धन्यवाद